पिछले व्याख्यान में हमने संभाव्यता सूची मॉडल को देखा जहां हमने एक ही संख्यात्मक चित्रण लिया और फिर हमने प्रमुख स्तर के दौरान पुनरावर्तक स्तर और मांग के निर्धारण के बारे में भी बात की हमने एक उदाहरण लिया जहां वार्षिक मांग 10000 है और फिर यदि हम मानते हैं कि हम एक वर्ष में 50 सप्ताह के लिए काम करते हैं तो औसत साप्ताहिक मांग 200 है और फिर हमने कहा कि वास्तव में मांग प्रति सप्ताह 200 नहीं हर सप्ताह है लेकिन यह अलग अलग हो सकता है और फिर हमने यह भी कहा कि इस उदाहरण में लीड का समय 1 सप्ताह था और इसलिए लीड समय के दौरान मांग 200 के अनुमानित मूल्य के साथ इस असतत वितरण का पालन करने के लिए मान लिया गया था अतः अपेक्षित मान 200 था हम रीऑर्डर स्तर को भी परिभाषित करते हैं जो कि वह स्तर है जिस पर हम अगला ऑर्डर देंगे और हम रीऑर्डर लेवल को भी परिभाषित करते हैं जो कि रीऑर्डर लेवल और लीड टाइम डिमांड के अपेक्षित मूल्य के बीच का अंतर है और हमने 100 150 200 और 250 और 300 के बराबर के रीऑर्डर स्तर के लिए कुल लागत संगणना दिखाई और फिर अंत में हमने कहा कि 250 का रीऑर्डर स्तर इष्टतम था इसलिए रीऑर्डर का स्तर 250 पाया गया जो कि इष्टतम था जिसकी न्यूनतम वार्षिक लागत 5200 रुपये थी हमने यह भी समझाया कि हमें 5200 कैसे मिले अब और हमने इसकी तुलना बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल से की इसलिए यदि हमने मूल इन्वेंट्री मॉडल को देखा जो कि हमारा परिचित सॉ टूथ मॉडल है इसलिए जब हम अनुकूलित करते हैं तो निरंतर मांग के साथ बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल हमें C c के द्वारा रूट ओवर 2 डी सी के बराबर Q के बराबर प्रदान करेगा D है 10000 C naught है 300 C c है i C है जो 20 रुपए 20 प्रतिशत है जो 4 है तो यह हमें 122474 देगा हमने यह भी कहा था कि हम 1250 का एक ऑर्डर मात्रा मानेंगे जो हमें कुल देगा D बाय QC naught प्लस Q बाय 2 Cc जिससे हमें कुल लागत प्राप्त होगी इससे हमें प्रति वर्ष 8 ऑर्डर मिलेंगे तो D बाय Q C naught होगा 2400 प्लस Q बाय 2 C c होगा 2500 जिससे हमें यहां कुल 4900 का खर्च आएगा इस गणना में हमने यह भी मान लिया कि कमी की लागत 25 रुपये प्रति यूनिट थी और हमने समझाया कि 5200 की कुल लागत वास्तव में 3 घटकों में विभाजित की जा सकती है जो 4900 है जो कि है Q की सुरक्षा इन्वेंट्री की लागत 2 से C c D D में Q by C naught जो यहाँ से आई है 250 के स्तर को पुन प्रदर्शित किया जा रहा है और अपेक्षित लीड समय की मांग 200 है हमारे पास 50 से अधिक स्टॉक या सुरक्षा स्टॉक है जो लगातार किया जाता है तो यह 50 रुपये प्रति वर्ष 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से किया जाता है इसलिए यह हमें एक अतिरिक्त 200 देगा और फिर हमने यह भी कहा कि कमी से हमें 100 की अतिरिक्त लागत मिलेगी जिससे हमें प्रति वर्ष कुल 5200 मिलेंगे इसलिए हम इन सभी की व्याख्या कर सकते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमें एक और बात पर ध्यान दें जब हम बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल को विकसित करते हैं तो हमने बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल के लिए एक धारणा बनाई है कि बैकऑर्डरिंग की अनुमति दी जा सकती है और फिर हमने मॉडल निकाला जो बैकऑर्डर को स्पष्ट रूप से अनुमति देता है तो आइए हम उस मॉडल पर जाएं और कोशिश करें और तुलना करें और इस विशेष मॉडल की तुलना करें और यह और परिणामी मामले के साथ जब बैकऑर्डरिंग की अनुमति है इसलिए जब हम इस समस्या को देखते हैं और फिर जब हम निर्धारक सूची को देखते हैं जहां हमने बैकऑर्डरिंग की अनुमति दी है इस मामले में जहां हम एक Q ऑर्डर करेंगे और फिर मांग जारी है यह 0 तक आता है तात्कालिक पुनरावृत्ति मानकर हम यहां एक आदेश नहीं देते हैं हम कुछ निश्चित मात्रा में वापसी की अनुमति देते हैं और हम उस बैकऑर्डर की मात्रा को एस कहते हैं और फिर एक बार जब हम s के बैकऑर्डर की मात्रा तक पहुँच जाते हैं तो हम एक आदेश देते हैं और तात्कालिक प्रतिकृति के कारण हम उस Q को तुरंत प्राप्त कर लेंगे तुरंत हम इस s को फिर से भरते हैं जो कि बैकऑर्डर है जिसे बनाया गया है और इसलिए शीर्ष इन्वेंट्री को I m अधिकतम इन्वेंट्री कहा जाता है जिसे हम पकड़ते हैं और यह Q माइनस s के बराबर है और यह चक्र आगे बढ़ता है हमने इसके लिए पहले ही एक अभिव्यक्ति प्राप्त कर ली है और यह वैसा ही होगा जैसा कि आर्थिक ऑर्डर मात्रा Q है जो रूट ओवर 2 D C naught बाय Cc Cc प्लस C s बाय Cs है और हमने एक संख्यात्मक उदाहरण पर काम किया है जहां हमने C s को प्रति वर्ष 25 रुपये प्रति यूनिट लिया और इसलिए इस मामले में हमारा Q रूट था 2 10000 300 बाय 4 C c प्लस Cs बाय C s जो कि 29 बाय 25 है और यह 131909 आया वह कमी जिसकी हमने अनुमति दी थी यह बैकऑर्डर की मात्रा जिसे हमने Q C c बाय C c प्लस C s द्वारा दी गई अनुमति दी है जो 18194 पर आती है जबकि TC इसके लिए कुल लागत है D बाय Q C naught प्लस Q माइनस s होल स्क्वेयर बाय 2 Q Cc प्लस s स्क्वेयर बाय 2 Q C s जो कि 454859 था अब हम इस मॉडल की तुलना करते हैं जो इस मॉडल के साथ एक नियतात्मक मांग मॉडल है जहां मांग संभावित है आइए हम भी मतभेदों को समझने और उन्हें समझने की कोशिश करें अब यह मॉडल जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं कुल अनुमानित वार्षिक लागत 5200 है जिसमें ऑर्डर करने की लागत इन्वेंट्री रखने की लागत बफ़र शामिल है अपेक्षित कमी लागत और घटक 4900 200 और 100 थे इसमें बहुत मामूली सन्निकटन था क्योंकि अगर हमने 122474 का ऑर्डर दिया था तो कुल लागत 489898 तक पहुंच जाएगी जब हम सुविधा के लिए ऑर्डर की मात्रा को 1250 तक बदलते हैं तो बहुत ही सीमांत राउंडिंग एरर जो 4900 तक बंद कर दिया गया था इसलिए यह है कि यह 4900 आता है अतिरिक्त इन्वेंट्री की लागत 200 है सुरक्षा और अपेक्षित कमी लागत 100 है पहला अंतर जो हम देखते हैं कि इस मॉडल में लागत वास्तव में 489898 से कम है जबकि संदर्भ स्लाइड समय 0151 इस मॉडल में लागत 4900 के मूल्य से अधिक है यह पहला अंतर है बेशक दूसरा अंतर यह है कि भले ही हम समान संकेतन C s का उपयोग करते हैं यहाँ C s को परिभाषित किया गया है प्रति वर्ष रुपये प्रति यूनिट जबकि C s का उपयोग हम उन गणनाओं को करते समय करते हैं रुपये प्रति यूनिट बैकऑर्डर किया गया था यह प्रति वर्ष नहीं है यह इकाई बैकऑर्डर है और इसलिए जब हम यह काम करते हैं तो हम इसे Q द्वारा एक और D से गुणा करते हैं क्योंकि यह एक चक्र के लिए होगा चक्र में कमी या बैकऑर्डर लागत में कमी और फिर प्रति वर्ष चक्र की संख्या जबकि जब हम इसे व्युत्पन्न करते हैं तो हमने आसानी से C c और C को समान इकाई के रूप में परिभाषित किया है ताकि हम यहाँ आकर C C द्वारा C c प्लस C s कर सकें यहाँ C C plus C s द्वारा भी C C आ सकता है इसलिए Cs को यहां प्रति वर्ष प्रति यूनिट रुपये के रूप में परिभाषित किया गया है अगला यह है कि हम कैसे समझाते हैं कि लागत यहाँ अधिक है लागत यहाँ कम है वास्तव में हम आगे भी गए और कहा कि जब तक हमारे पास एक C s है जब C s अनंत के बराबर है तो यह बुनियादी दृष्टिकोण मॉडल होगा और जब तक हमारे पास कोई C है यह मॉडल पूरी तरह से सस्ता होगा कुल लागत मूल मॉडल की तुलना में कम होगी ऑर्डर की मात्रा Q थोड़ी अधिक होगी क्योंकि यह 1 प्लस कुछ है और एक छोटा s होगा और जैसा कि यह Cs बढ़ता रहता हैजैसे जैसे C s बढ़ता रहता है C c क्लास C s बाय Cs घटता रहता है और इसलिए Cs के रूप में यह अनंत के बराबर है यह अंततः पुराने मॉडल पर आ जाएगा s 0 हो जाएगा और TC अन्य TC के करीब पहुंच जाएगा अब अंतर कहां है अंतर इस प्रकार है इस मॉडल में अपेक्षित कमी लागत की गणना की गई थी केवल जब मांग फिर से रीआर्डर स्तर से अधिक थी तो एक अपेक्षित लीड समय की मांग है फिर एक अतिरिक्त बफर है और जब वास्तविक मांग इससे अधिक हो गई तब कमी तस्वीर में आ गई जबकि यह अभी भी एक निर्धारक मामला है जहां मांग से अधिक नहीं होने जा रहा है यह एक ही D होने जा रहा है कोई अतिरिक्त बफर नहीं है क्योंकि कोई अतिरिक्त बफर नहीं है हमारे पास नहीं है 200 का यह योगदान इस मॉडल में 200 योगदान आया क्योंकि R O L 250 अपेक्षित L T D 200 है लीड समय की मांग 200 है और अंतर 50 है जो कि ले जाने वाली अतिरिक्त सूची है इसलिए यह घटक इस मॉडल में 200 घटक मौजूद नहीं है इस मॉडल में वास्तव में केवल 2 घटक हैं जो यह घटक और यह घटक है इसलिए जब इन दोनों को एक साथ रखा जाता है तो हम 5000 का मूल्य कम पाते हैं जिसे हम अभी और समझाने की कोशिश करेंगे वास्तव में यह C मान लिया गया है या यहाँ थोड़ा अलग है प्रति वर्ष 25 रुपये प्रति यूनिट यहाँ वास्तव में 25 प्रति यूनिट बैकऑर्डर किया गया है जिसे हम आम तौर पर गुणा करते हैं चक्रों की संख्या से इसलिए यदि E O Q 1250 है तो हमारे पास एक वर्ष में 8 चक्र हैं और इसे 25 में 8 के रूप में लिया जा सकता है जो कि 20 है जिसकी तुलना 25 के साथ की जा सकती है तो हम कहें कि वे तुलनीय हैं असली कारण इस मूल्य में गिरावट क्यों है क्योंकि यहाँ एक निश्चित बैकऑर्डर का निर्माण करके एक निश्चित बैकऑर्डर का निर्माण करके और एक निश्चित बैकऑर्डर लागत का उपयोग करके हमें वास्तव में दो चीजों का एहसास होता है हमें पता चलता है कि इस बैकऑर्डर के निर्माण के लिए अन्य विकल्प क्या है इस बैकऑर्डर के निर्माण के लिए दूसरा विकल्प यह है कि इसे ऑर्डर की मात्रा में जोड़ा जाए बैकऑर्डर को अनुमति न दें जिसका अर्थ है कि पूरे चक्र के लिए एक अतिरिक्त मात्रा ले जाने की आवश्यकता है अब जिस क्षण हम इस बैकऑर्डर का निर्माण करते हैं हम वास्तव में उस चक्र में कम मात्रा में ले जाते हैं तो के बीच एक व्यापार है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और यह बैकऑर्डर कॉस्ट इन्वेंट्री पूरे चक्र के लिए नहीं है इन्वेंट्री को छोटी अवधि के लिए आयोजित किया जाता है अन्य Q जैसे ही लाभ आर्थिक मात्रा प्राप्त होती है हम तुरंत बैकऑर्डर भरते हैं इसलिए हमारे पास जो अधिकतम इन्वेंट्री है वह भी नीचे आ जाएगी इसलिए एक कम मात्रा में इन्वेंट्री को कम अवधि के लिए आयोजित किया जाता है इसलिए इन्वेंट्री लागत में कमी आएगी लेकिन फिर बैकऑर्डर की लागत बढ़ने वाली है इसलिए अगर हमें पता चलता है कि इन्वेंट्री लागत बैकऑर्डर कॉस्ट ट्रेडऑफ़ एक लाभ है खासकर तब जबकि बैकऑर्डरिंग के कारण हम चक्र की लंबाई बढ़ाने में सक्षम हैं और इसलिए प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या में कमी करें और इसलिए ऑर्डर की लागत भी कम हो जाती है तो ऑर्डर की लागत में एक लाभ है इन्वेंट्री होल्डिंग लागत में एक लाभ है बैकऑर्डर लागत में नुकसान है तो अनिवार्य रूप से फिर से वही 489898 अब हम इसे एक और घटक को जोड़ते हुए विभाजित कर रहे हैं जो लागत को थोड़ा बढ़ाने वाला है लेकिन हम ऑर्डर की लागत और वहन लागत से लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं और फिर हम यह दिखाने में सक्षम हैं कि इस एस को शुरू करने से हम वास्तव में थोड़ा लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए यह लागत कम हो जाती है तो यह स्पष्टीकरण है कि यह लागत 489898 से कम क्यों है जबकि यह 5200 से अधिक है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस मामले को नहीं देखते हैं जहां D से अधिक की मांग है D के समतुल्य यहाँ प्रति सप्ताह 200 है जबकि यह मॉडल इस संभावना के आसपास केंद्रित है कि D 200 से अधिक है और यह 250 या 300 तक भी जा सकता है तो यह एक है संभाव्य सूची मॉडल जहां मांग कुछ संभावनाओं के साथ अपेक्षित मूल्य से अधिक हो सकती है यहां मांग अधिक नहीं है D की संभावना के साथ हर समय D है तो यह विशुद्ध रूप से एक निर्धारक मॉडल है लेकिन फिर एक को समझने की जरूरत है इस मॉडल साथ ही अन्य मॉडल के बीच क्या अंतर है अब इस मॉडल में कुछ और चीजों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं अब पिछले व्याख्यान के अंत की ओर हमने सेवा स्तर भी शुरू किया और हमने कहा कि ऑर्डर को 250 के एक रिऑर्डर स्तर को रखकर जिसका अर्थ है हम हर चक्र में मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे जब तक कि मांग 250 से कम या बराबर नहीं होती है जिसका अर्थ है कि हम इसे 90 प्रतिशत सेवा स्तर पर कर पाएंगे तो 90 प्रतिशत सेवा स्तर पर 01 प्लस 02 03 07 है हम भी उन गणनाओं में पता चला कि यदि R O L 300 था तो कुल लागत 5300 थी इसलिए संगठन को अगले सवाल का सामना करना पड़ता है जो है क्या मैं वास्तव में इसे 250 पर ठीक कर सकता हूं क्योंकि यह 100 रुपये सस्ता है या क्या मैं इसे 300 पर तय करता हूं मेरे 300 से क्या फायदा है 300 का फायदा यह है कि मुझे कभी कमी नहीं होगी यदि मेरा पुन क्रमांक स्तर 300 है तो यह डेटा दिखाता है कि मेरी लीड समय की मांग 300 से अधिक नहीं है इसलिए मेरे पास 100 प्रतिशत सेवा स्तर होगा यदि मैं 300 पर अपने पुन क्रम स्तर को ठीक करता हूं 100 रुपये की अतिरिक्त लागत तो अब एक संगठन चाहिए 5200 की इस लागत को देखें और 250 पर निर्णय लें या इसे 100 प्रतिशत की सेवा स्तर देने की कोशिश में देखना चाहिए और 100 की अतिरिक्त लागत के साथ जो बनाता है यह 5300 है अब उत्तर दो तरीकों से आता है सभी गणना के बाद यह 5200 है यह मानते हुए कि Cs रुपये 25 प्रति यूनिट बैकऑर्डर है जिसका अर्थ है कि संगठन को यकीन है कि बैकऑर्डरिंग का प्रभाव क्या है यह इस धारणा के तहत है कि यह लागत बढ़ने वाली नहीं है उदाहरण के लिए यदि यह लागत बढ़ती जा रही है और इसकी प्रति यूनिट 3 बनने जा रही है तो हम गणनाओं के माध्यम से जा सकते हैं और सभी के लिए हम जानते हैं कि हम यह जान सकते हैं कि 300 सर्वोत्तम मूल्य है क्योंकि जैसे ही बैकऑर्डर की लागत बढ़ती है आप जानते हैं कि आपके बफर स्टॉक को समान सेवा स्तर के लिए बढ़ाना है बफर स्टॉक को बढ़ाना है जिसका मतलब है कि यह 250 से 300 तक पहुंच जाएगा इसलिए यदि संगठन C s के बारे में बहुत निश्चित है तो संदर्भ समय देखें 0151 कोई भी पीछे जाकर 250 का चयन कर सकता है 300 के आगे अन्यथा यह कहना सुरक्षित है कि अच्छी तरह से मुझे पता है कि मेरी मांग 300 से अधिक नहीं जा रहा है इसलिए मैं 300 के R O L के लिए जाऊंगा जो मुझे 100 रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त लागत के साथ 100 का सुरक्षा स्टॉक देता है इसलिए संगठन ज्यादातर समय केवल लागत के आधार पर निर्णय नहीं लेता है यह अपेक्षित सेवा स्तर के आधार पर भी निर्णय लेता है तो दो चीजें हैं जिन पर संगठन निर्णय लेता है एक है कुल लागत और दूसरा है सेवा स्तर वैकल्पिक रूप से अगर यह संगठन कहता है कि मैं 90 प्रतिशत सेवा स्तर से खुश नहीं हूं मुझे 100 प्रतिशत सेवा स्तर चाहिए या मुझे 95 प्रतिशत सेवा स्तर चाहिए तो इससे हमें केवल 90 प्रतिशत सेवा स्तर मिलेगा अगर हम 95 प्रतिशत सेवा स्तर चाहते हैं तो अगली छलांग यहां है जो हमें वास्तव में 100 देगी और फिर हम 300 को चुनकर समाप्त करेंगे 5300 की लागत के साथ रिऑर्डर लेवल अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं अब मान लेते हैं कि यह संगठन 95 प्रतिशत सेवा स्तर चाहता है या हम यह भी कहें कि यह संगठन इस डेटा के आधार पर 100 प्रतिशत सेवा स्तर चाहता है अब मान लें कि हम 95 प्रतिशत सेवा स्तर पर देख रहे हैं कि यह संगठन क्या चाहता है सबसे किफायती मूल्य 250 है जो हमें 90 प्रतिशत देता है लेकिन फिर हमें 300 पर जाना होगा अगर हम 95 प्रतिशत सेवा स्तर चाहते हैं अब इस धारणा के साथ यह हमें 100 प्रतिशत सेवा स्तर भी प्रदान करेगा अब क्या धारणा है धारणा यह है कि आखिरकार अगर हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमें यह डेटा कैसे मिला हमने कहा कि हम संभवत अंतिम 10 ऑर्डरिंग साइकल पर वापस जाएंगे आइए हम बताते हैं और फिर कुछ आंकड़ों के आधार पर हमने कहा होगा कि पिछले 10 ऑर्डरिंग साइकल में लीड समय की मांग 10 में से 100 होने की संभावना है 150 2 10 बार 200 4 10 बार और इतने पर ऐसा लीड समय की मांग का अनुपात 100 150 200 250 300 था अब यह संभावनाएं बन गईं जिस पर हमें यह मिला अब जब हम यह विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि यदि हम 95 प्रतिशत सेवा स्तर चाहते हैं तो हम 250 से चले गए 300 अब हम एक धारणा बना रहे हैं कि यह मांग 300 से अधिक नहीं होने वाली है लेकिन फिर हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं जहां यह मांग 300 से अधिक हो सकती है इसलिए हम उस मामले को देखते हैं हमें एक अन्य मामले को देखना होगा अब मान लें कि पिछले 10 चक्रों में मांगें 100 150 200 250 और 300 थीं अब हमारे पास ऐसा मामला नहीं था जहां मांग 220 या 225 हो अब क्या हम भविष्य में 220 या 225 की मांग को देख सकते हैं हम कैसे संभालेंगे इसलिए हम इन दोनों मामलों को अभी हल करने का प्रयास करते हैं तो एक कहना है कि अगर उदाहरण की मांग इससे अधिक है तो हम क्या करते हैं दूसरा यह है कि हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि क्या यह 300 वगैरह को खत्म कर सकता है अब केवल स्पष्टीकरण के लिए और इसे बहुत सरल बनाएं इसे बहुत सरल बनाने के लिए मान लें कि यह 100 150 200 250 300 सभी में 02 की समान संभावनाओं के साथ है बस इसे सरल बनाने के लिए सभी को 02 की समान संभावना है अब ऐसे मामले में हम संभवतः मान सकते हैं कि यह एक समान वितरण है जिसमें 200 से अधिक ऋण हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि समान संभावना के साथ मांग 200 और 300 के बीच कुछ भी हो सकती है अब यदि हम इस तरह के मामले को देखते हैं तो हमारा आरेख इस तरह दिखेगा मान लीजिए कि यह 200 है यह है 300 अब हम कहीं भी रिऑर्डर स्तर रख सकते हैं यह अपेक्षित मूल्य 250 पर है अब यदि हम 95 प्रतिशत सेवा स्तर चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा रिऑर्डर स्तर ऐसा हो हम आर का उपयोग कर सकते हैं या हम छोटे का उपयोग कर सकते हैं मामला जैसा हो सकता है ऐसा हम इस क्षेत्र को चाहते हैं कुल क्षेत्रफल का 95 प्रतिशत होना चाहिए इसलिए 100 प्रतिशत 100 पर आच्छादित है इसलिए 95 प्रतिशत 95 पर आच्छादित होगा इसलिए इस कैसविल में हमारा पुन स्तर स्तर 295 होगा यदि हम 95 प्रतिशत सेवा स्तर चाहते थे इसलिए यह करना आसान है जब हम दो दिए गए मानों जैसे कि 200 प्लस माइनस 100 के बीच एक समान वितरण करते हैं यदि हम 90 प्रतिशत सेवा स्तर चाहते हैं तो यह 290 और इतने पर हो जाएगा अब हम दूसरी चीज़ को देखते हैं कि यदि हम वास्तव में इसकी साजिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि 200 पर मूल्य सबसे अधिक है और जैसे ही आप बाईं ओर जाते हैं मान कम होते हैं और जैसे जैसे आप दाईं ओर बढ़ते हैं संभावनाएँ भी कम होती जाती हैं इसलिए यदि हम कोशिश करते हैं और यह साजिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह वास्तव में एक सामान्य वितरण के करीब है अब जब हम इसे सामान्य वितरण के रूप में मॉडलिंग करना शुरू करते हैं तो केवल अंतर यह है कि मांग इस 300 से अधिक हो सकती है तो अब क्या होता है अगर मांग 300 से अधिक हो जाती है या यह माइनस इनफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है यह मानते हुए कि यह आम तौर पर वितरित किया जाता है इसलिए यदि आप उन मामलों को देखना चाहते हैं जहां मांग वास्तव में 300 से अधिक हो सकती है तो हमें एक समान निरंतर वितरण को फिट करने और फिर विश्लेषण करने की आवश्यकता है तो चलिए हमारे पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ माँग 400 भी हो सकती है हम ऐसी चीज़ को कैसे संभालेंगे अब हम इसे मॉडल करते हैं या इसे सामान्य वितरण के लिए अनुमानित करते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या करते हैं ताकि हम रीऑर्डर स्तर का पता लगा सकें हम मानते हैं कि लीड समय की मांग अब सामान्य रूप से 200 के बराबर mu के साथ वितरित की जाती है जो इस वितरण का समान अपेक्षित मूल्य है इसलिए 100 में 01 प्लस 150 में 02 प्लस 200 में 04 250 में 02 प्लस 300 में 01 में 200 का अपेक्षित मूल्य देता है इसलिए हम मानते हैं कि सामान्य वितरण में 200 के बराबर mu है जो आप के बीच परिणामों की सार्थक तुलना के लिए है असतत वितरण के साथ साथ अब हम एक सामान्य वितरण मानते हैं कोशिश करते हैं और उस के मानक विचलन की गणना करते हैं इसलिए इसका मानक विचलन 3000 की जड़ के बराबर सिग्मा के लिए आएगा जिसे अब हम इसे 50 तक अनुमानित करते हैं इसलिए अब हम मानते हैं कि सामान्य वितरण लीड समय की मांग 200 के बराबर mu के साथ एक सामान्य वितरण और सिग्मा बराबर है 50 यह आंकड़ा 50 से थोड़ा अधिक है यह 5477 पर आता है लेकिन संगणना के लिए यह है कि यह 50 है अब इसके साथ यदि हम 95 प्रतिशत के सेवा स्तर को परिभाषित करते हैं तो आइए देखें कि पहले के मामले में जब हम यहां 250 पर रीऑर्डर स्तर को ठीक करते हैं तो हमने कहा कि सेवा स्तर 90 प्रतिशत है क्योंकि 10 प्रतिशत संभावना या 01 संभावना है कि मांग 250 के स्तर को पार कर सकती है अब 90 प्रतिशत के लिए सेवा स्तर के स्तर के साथ 250 के बराबर है हमें पता चला है कि कुल लागत 5200 थी अब इस मामले में मान लें कि हम 95 प्रतिशत के सेवा स्तर में रुचि रखते हैं इसलिए अब 95 प्रतिशत के सेवा स्तर के साथ हमें सामान्य वितरण को मानते हुए संबंधित सुरक्षा स्टॉक का पता लगाना होगा इसलिए यहाँ जब हम तब 250 पर रिऑर्डर स्तर को ठीक करते हैं तो सेवा स्तर 90 था और सुरक्षा स्टॉक 50 था जो कि 50 से अधिक है जो कि 250 के रिऑर्डर स्तर और अंतर समय मांग के लीड मूल्य के बीच अंतर है 200 अब इस मामले में हमें सेवा स्तर का पता लगाने की आवश्यकता है सेवा स्तर को देखते हुए हमें सुरक्षा स्टॉक का पता लगाने की आवश्यकता है अब यह करने के लिए कि हम मानक सामान्य तालिका पर वापस जाते हैं और फिर z के उस मान का पता लगाते हैं जिसके लिए मानक सामान्य तालिका के तहत क्षेत्र सबसे बाईं ओर से 095 क्योंकि 095 95 प्रतिशत सेवा स्तर से आता है इसलिए यह z पर 1645 के बराबर होता है तो यह z में 1645 के बराबर होता है अब सिग्मा द्वारा सुरक्षा स्टॉक z द्वारा सिग्मा या ROL माइनस mu में दिया जाता है z सो के बराबर है mu प्लस z सिग्मा RO L होगा तो z सिग्मा सुरक्षा स्टॉक है इसलिए सिग्मा के लिए सुरक्षा स्टॉक z है 50 के मान में 1645 जो हमें 8225 का सुरक्षा स्टॉक देता है तो यह हमें 8225 का सुरक्षा स्टॉक देता है और इसलिए इस मामले में 28225 होगा अब जब हमारे पास यह पुनरावृत्ति स्तर 28225 के बराबर है तो हम अब कुल लागत की गणना कर सकते हैं कुल लागत में तीन घटक होंगे अब कुल लागत Q द्वारा C naught प्लस Q में 2 प्लस SS से C c प्लस S x में D द्वारा Q द्वारा C s में C हो जाएगी तो अब मैं इस अभिव्यक्ति की व्याख्या करता हूं कुल लागत में तीन घटक होते हैं यह क्रम लागत घटक है क्यू द्वारा क्रम क्रम लागत में आदेशों की संख्या है यह अब ले जाने की लागत का घटक है क्यू बाय 2 सिस्टम की औसत इन्वेंट्री है जो धारण की लागत से गुणा होती है अब जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है इस सुरक्षा स्टॉक को लगातार ले जाया जाता है इसलिए वहां कोई औसत नहीं है वही सुरक्षा स्टॉक यहां आएगा C c में अब C द्वारा x में D से Q में अब 95 प्रतिशत का सेवा स्तर है 5 प्रतिशत संभावना है कि एक चक्र में हम मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे तो अब हमे यह पता लगाना है कि अपेक्षित कमी को गुणा करें D बाय Q से जो कि एक वर्ष में चक्र की संख्या है और Cs के साथ गुणा करने पर Cs की बैकऑर्डरिंग की लागत है जो प्रति यूनिट 25 रुपये के रूप में लिया गया है अब यदि हम इन तीनों को करते हैं तो हम कुल लागत का पता लगाने में सक्षम होंगे फिर हम इस कुल लागत की तुलना 5200 की लागत के साथ कर सकेंगे पहले के मामले में तो तीन आयाम या तीन पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना होगा पहला है रीऑर्डर लेवल और दूसरा है सेफ्टी स्टॉक 3rd वन है सर्विस लेवल हमने उन सभी के बीच संबंध देखा है अब यहाँ हमने 95 प्रतिशत के सेवा स्तर को परिभाषित किया जिसके लिए हमें एक सुरक्षा स्टॉक का पता चला 8225 जिसने हमें 28225 का पुन क्रम स्तर दिया अब एक बार इस सुरक्षा स्टॉक की गणना हो जाने के बाद इस सुरक्षा स्टॉक से हम अपेक्षित कमी का पता लगा सकते हैं और फिर हम कमी की लागत का पता लगाने के लिए इसे दिए गए कमी लागत से गुणा कर सकते हैं और इसे पा सकते हैं एक और तरीका है पूरी बात को देखते हुए कमी की लागत या बैकऑर्डर लागत को देखते हुए जैसा कि मामला दिया जा सकता है कमी की लागत अब पुनर्स्थापना स्तर और सेवा स्तर का सही मूल्य क्या है तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारी दी गई कमी की लागत 25 प्रति यूनिट कम या 25 प्रति यूनिट कम है अब इस मामले में आर के स्तर का सबसे अच्छा मूल्य पता लगाने के लिए हमें इसे reorder स्तर के संबंध में अंतर करने की आवश्यकता है और फिर कोशिश करें और reorder स्तर का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करें यह मामला अब अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हम वास्तव में निरीक्षण करते हैं कि इसे डी द्वारा क्यू के रूप में फिर से सी में शून्य और क्यू से 2 सी में सी लिखा जा सकता है अब सुरक्षा स्टॉक r माइनस लीड टाइम डिमांड का अपेक्षित मूल्य है उदाहरण के लिए यदि सुरक्षा स्टॉक 8225 है तो रिऑर्डर स्तर 28225 हो गया चूँकि लीड टाइम डिमांड का अपेक्षित मूल्य 200 है इसलिए 200 प्लस 8225 है तो सेफ्टी स्टॉक को हमेशा r माइनस mu या r माइनस E ऑफ x Cc प्लस S bar ऑफ x D बाय Q Cs है अब हम महसूस करते हैं कि r इस अभिव्यक्ति में आता है आर इस अभिव्यक्ति में कहीं छिपा हुआ है इस अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं रिऑर्डर स्तर छिपा हुआ है क्योंकि अब इसे फिर से D बाय Q naught प्लस Q बाय 2 प्लस r माइनस mu cc प्लस में लिखा जा सकता है s bar ऑफ x क्या है s bar ऑफ x प्रति चक्र की अपेक्षित कमी है जो कि अनन्तता r से अनंत x माइनस r f x d x D बाय Q C s है अब यह शब्द अब अपेक्षित कमी की तरह है यह कमी तब होती है जब मांग पुन स्तर से अधिक हो जाती है तो कमी की सीमा x शून्य से r है जो कि घटना की संभावना से गुणा किया जाता है जो f x द्वारा d x द्वारा दिया गया है और जिसे अभिन्न संकेत द्वारा दिया गया है अब यह शब्द यहाँ के समतुल्य है संदर्भ स्लाइड समय 2842 अब जब हमने यह गणना की थी कि अगर हम कहते हैं कि पुनर्स्थापना का स्तर 250 है तो हम कहते हैं कि कमी हो सकती है कमी मात्रा 01 की संभावना के साथ 50 होगी इसके अलावा अपेक्षित कमी 5 होगी जब हमने गणना की थी आरओआर 200 के बराबर है हमने कहा है कि कमी इस अंतर का 50 02 में हो सकती है साथ ही यह अंतर 100 में 01 हो जाएगा तो यह संक्षेप वास्तव में एकीकरण है यहां x माइनस r वह सीमा है जिसकी मांग घटने की संभावना से गुणा स्तर को पार कर जाती है इसलिए हमारे पास यह अभिव्यक्ति है अब यदि हम r का सबसे अच्छा मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इसे आंशिक रूप से अलग करें और इसे 0 पर सेट करें तो हम C c प्राप्त करेंगे जो अब यहाँ से आता है यहाँ हम Q द्वारा Q में ऋणात्मक DC s करेंगे और फिर हमें इसकी आवश्यकता भी होगी यह एकीकरण जो आएगा तो r से अनन्तता f x d x 0 के बराबर है जिससे हम इस अभिव्यक्ति को अनन्तता r के रूप में अनन्तता के लिए प्राप्त करेंगे f x d x बराबर होगा QCc बाय D C s अब यदि हम वास्तव में इसे बहुत ध्यान से देखते हैं तो अनन्तता के लिए अभिन्न r fx dx की कमी की संभावना है 1 माइनस जो सेवा स्तर का होगा यदि हम यह गणना करते हैं या वे संख्याएँ जो वास्तव में हमारे पास हैं अब Q 1250 के बराबर है Cc की मांग 4000 है Cs की 25 है इसलिए जब हम ऐसा करते हैं गुणन हमें 02 मिलेगा अब यह हमें देता है कि यदि हम कमी लागत को 25 के रूप में ठीक करते हैं यदि कमी लागत को 25 सबसे अच्छे सेवा स्तर के रूप में दिया जाता है जो हम इस धारणा के तहत देखेंगे तो यह 80 प्रतिशत है इसलिए यह हमें 80 प्रतिशत का सेवा स्तर प्रदान करेगा अब 80 प्रतिशत के सेवा स्तर के लिए हम वापस जा सकते थे इसलिए अब हम सेवा स्तर पर वापस जा सकते हैं इसलिए जब हमारे पास 80 प्रतिशत सेवा स्तर होता है तो हम एक बार फिर से इस पर वापस जाते हैं मानक सामान्य वक्र यह पता लगाने के लिए कि z का मान क्या है जिसके लिए मानक सामान्य वक्र के तहत क्षेत्र 08 है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 084 के बराबर z मिलता है z 084 के बराबर है अब इस आधार पर कि सुरक्षा स्टॉक अब z सिग्मा होगा जो 084 में 50 है जो 42 है तो अब हम तीन स्थितियों या परिदृश्यों की तुलना करते हैं अब पहले वाला जब हम यहां थे जब हमने कहा कि सेवा स्तर 90 प्रतिशत है तो इस असतत वितरण सुरक्षा स्टॉक को 50 मान लिया गया था अब जब हम एक चुने हुए सेवा के लिए सामान्य वितरण में चले गए 95 प्रतिशत का स्तर हमें पता चला कि सुरक्षा स्टॉक 8225 था अब यदि हम एक सार्थक तुलना करना चाहते हैं अब यहाँ सेवा स्तर 90 प्रतिशत था तो आइए अब हम दूसरे को देखें यदि सेवा स्तर 90 प्रतिशत है एक बार फिर हम मानक सामान्य वितरण पर वापस जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अब Z का मूल्य क्या है Z के बराबर है 128 जो हमें सुरक्षा स्टॉक को 128 के बराबर 50 में देगा जो कि 64 है तो अब आप यहां देखते हैं कि सुरक्षा स्टॉक वास्तव में थोड़ा बढ़ जाता है जब हम यहां की स्थिति की तुलना करते हैं यदि हम सेवा स्तर को 95 पर ठीक करते हैं तो सुरक्षा स्टॉक 8225 है यदि हम अब सेवा स्तर को ठीक नहीं करते हैं लेकिन कमी लागत मान लेते हैं और फिर सर्वोत्तम सेवा स्तर की गणना करते हैं तो 25 के लिए सेवा स्तर 80 प्रतिशत है जो हमें 42 का सुरक्षा स्टॉक देता है अब हमें यह पता लगाना होगा कुल लागत अब कुल लागत के रूप में मैंने कहा कि तीन घटक है जो D बाय Q C naught Q बाय 2 प्लस SS cc प्लस S bar ऑफ x D बाय Q C s अब हम इस गणना को करते हैं क्योंकि हम इसका उपयोग करके सुरक्षा स्टॉक का सबसे अच्छा मूल्य पता चला है तो यह हमें 1250 का अनुमानित मान द्वारा Q 10000 से D देगा जो 8 है 8 में 300 है 2400 है Q by2 में 1250 है जो 2 से 625 है 625 प्लस 42 है 667 में 4 2668 प्लस हमें खोजने की आवश्यकता है वे बाहर अब इस सब में हम D को Q से जानते हैं हम C को जानते हैं लेकिन हम इस x के S बार को नहीं जानते हैं तो यह x का S बार 8 में 25 हो जाएगा अब यदि हम ध्यान से याद करते हैं कि हमारे पास यहां 3 शब्द हैं और ये 3 शब्द इस शब्द के समान हैं तो हमारे पास जहां से हमने असतत वितरण के लिए 5200 की गणना की है अब यह 4900 आता है इस 2400 से बाहर प्लस 2500 इस से बाहर है कि 4900 है अब संतुलन 168 है जो इस के बराबर है और फिर हम यहां एक और शब्द रखने जा रहे हैं जो कि लघु अवधि का शब्द है जो इस शब्द के बराबर है तो हमें वास्तव में यह पता लगाने की आवश्यकता है कि इस 80 प्रतिशत सेवा स्तर के अनुरूप x के S बार का मूल्य क्या है इसमें सामान्य वितरण पर थोड़ा और विस्तृत विवरण शामिल है जिसका अर्थ यह भी है कि हमें y और इसी तरह पता लगाना है इसलिए मैं अभी उस आंकड़े को यहाँ देने जा रहा हूँ x का वह बार जो हमारे पास है जब हमारे पास यह सामान्य वितरण 0112 द्वारा दिया गया है तो यह 2400 प्लस 2668 प्लस 0112 20 में हो जाएगा और यह गुणन हमें 0112 देता है 50 में तो x का S बार 0112 है जो सामान्य वितरण से आता है जिसे सिग्मा के साथ गुणा करके 0112 को 50 में लाना है जो कि लगभग 6 है जो अपेक्षित कमी है अन्य हमने देखा कि अपेक्षित कमी लगभग 5 थी क्योंकि 50 में 01 5 था अब यहाँ अपेक्षित कमी 6 है इसलिए यह हमें 5180 की कुल लागत देता है यहाँ तुलनीय लागत 5180 के रूप में है 5200 के विरुद्ध जो इस प्रकार के वितरण के बाद हमने सबसे इष्टतम था लेकिन फिर हमें एक बात पर भी गौर करना चाहिए कि वास्तव में हमें इन दोनों मूल्यों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए कई मान्यताओं में से एक की वजह से सामान्य धारणा है यह मानते हुए कि सामान्य वितरण का एक ही mu और सिग्मा है मोटे तौर पर हम यह भी जानते हैं कि वास्तविक मूल्य 5477 है जो कि 50 तक सन्निकट था हम एक और 5 इकाइयाँ जो इस से बाहर आ सकती हैं जो कि सुरक्षा स्टॉक में जोड़ देगा इसलिए 420 में 5 हमें उसी 5200 के बारे में बताएगा लेकिन फिर जिस तरह से हम इस समस्या को देखते हैं सामान्य वितरण और इसके गणित को देखने से अलग है हमने असतत वितरण का उपयोग करके इसे कैसे हल किया लीड टाइम डिमांड का मूल्य जो इस संख्या के भीतर हो सकता है और साथ ही इन नंबरों की सीमा के बाहर हो सकता है